इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है हम यहां ऑपरेशनल एम्पलीफायरों के विभिन्न उपयोगों को समझेंगे पिछले मॉड्यूल में हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर की विशेषताओं के बारे में जाना जैसे कि इनपुट बायस करंट वास्तव में इनपुट बायस करंट का क्या अर्थ है और यह ऑपरेशनल एम्पलीफायर को कैसे प्रभावित करता है इनपुट ऑफ़सेट वोल्टेज क्या हैं हम समझ गए हैं कि स्लीव रेट का क्या मतलब है और कैसे हमारे पास मौजूद उपकरणों का उपयोग करके इसे मापना है हमारे पास एक DC पावर सप्लाई एक फ़ंक्शन जेनरेटर और एक ऑसिलोस्कोप था यह आपका फ़ंक्शन जेनरेटर है आपका ऑसिलोस्कोप और DC पावर सप्लाई हमने ब्रेडबोर्ड की मदद ली जिस पर हमने सर्किट को माउंट किया है और हमने सिग्नल में बदलाव देखा है जब हम कुछ इनपुट सिग्नल लागू करते हैं और आउटपुट सिग्नल में बदलाव होता है जिसे आप वोल्टेज में बदलाव के रूप में माप सकते हैं सही और मैं IB की गणना कैसे कर सकता हूं एक तालिका में दिए गए कुछ सूत्र थे इसलिए जो लोग उस मॉड्यूल में शामिल नहीं हुए हैं कृपया उस मॉड्यूल को देखें और फिर आप इस विशेष व्याख्यान पर वापस आ सकते हैं अब यहाँ आज हम समझेंगे कि वास्तव में एक इनवर्टिंग एम्पलीफायर क्या है फिर हम देखेंगे कि एक नाॅन इनवर्टिंग एम्पलीफायर क्या है इसके बाद एक वोल्टेज अनुयायी जिसे बफर सर्किट भी कहा जाता है और अंत में हमारे पास एक समिंग एम्पलीफायर होगा तो ये आज की श्रृंखला में चीजों का सेट है हम फिर से इन्हें 2 या 3 अलग अलग मॉड्यूल में विभाजित करेंगे ताकि यह बहुत उबाऊ न हो जाए इसका कारण यह है कि जब भी हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो हमें ध्यान केंद्रित करना होता है और यह हमेशा अच्छा होता है कि आप 15 से 20 मिनट के लिए किसी चीज को देखते हैं ब्रेक लेते हैं और फिर एक और मॉड्यूल शुरू करते हैं जो आपके दिमाग को ताजा रखेगा इसके अलावा जब भी आप एक प्रयोगशाला में काम करते हैं या जब आप आधे घंटे के अध्ययन के लिए या एक घंटे का अध्ययन करते हैं तो 5 मिनट का ब्रेक लें आपको इस तरह अध्ययन करना चाहिए यह हमारी एकाग्रता को बनाए रखने और हमारे दिमाग को केंद्रित रखने में मदद करेगा इसलिए हम पहले प्रयोग के साथ शुरू करेंगे जो कि इनवर्टिंग एम्पलीफायर है हम इनवर्टिंग एम्पलीफायर के रूप में एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का उपयोग कैसे कर सकते हैं अब हम पहले से ही सिद्धांत वर्ग में चर्चा कर चुके हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स कई ऑपरेशन कर सकते हैं सही जिसे हमने पहले ही देख लिया है तो आइए हम जल्दी से देखें कि वास्तव में इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या है क्योंकि यह पहले से ही सिद्धांत वर्ग में शामिल था फिर हम देखेंगे कि प्रयोगों को कैसे करना है और हम आगे बढे़ंगे इसलिए यदि आप स्क्रीन को देखते हैं तो आज हम मूल सर्किट को समझ रहे हैं ये सभी बुनियादी ऑप्स हैं ठीक हैं वे बहुत जटिल ऑप एम्प सर्किट हैं हम बुनियादी चीजों से शुरू करते हैं तो पहले आपका इनवर्टिंग है फिर यह आपका नाॅन इनवर्टिंग एम्पलीफायर है फिर हमारे पास वोल्टेज फॉलोवर और समिंग एम्पलीफायर है तो आइए पहली बात देखें जो कि इनवर्टिंग एम्पलीफायर है ठीक है अब यदि आप याद करते हैं हम पहले से ही सिद्धांत वर्ग में देख चुके हैं कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या है इसलिए मैं इस स्लाइड पर चर्चा करने के बाद बस अगली स्लाइड पर जा रहा हूं ताकि हम यह समझ सकें कि सिद्धांत वर्ग क्या था और हम प्रयोगात्मक कक्षा के साथ संबंध जोड़ पाएँगे इसलिए यदि आप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर देखते हैं तो हम यहां देख सकते हैं कि इनपुट इनवर्टिंग टर्मिनल को दिया गया है सही और नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल ग्राउंडेड है नॉन इनवर्टिंग ग्राउंड सही है इसलिए यदि आप मानते हैं कि R R1 है तो एक फ़ीडबैक अवरोधक R2 है और यदि आप गणना करना चाहते हैं या यदि आप समझना चाहते हैं कि आउटपुट वोल्टेज का समीकरण क्या था तो आउटपुट वोल्टेज को देखिए कि यदि आप इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज लागू करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस विशेष बिंदु पर करंट I1 V1 R1 है यहाँ यह I2 I1 V1 R1 होगा Vo एक बार आप इसे हल कर लेते हैं तो आप पा सकते हैं Vo 0 V1R1R2 यदि आप इसे अंत में देखते हैं आपको Vo 0 मिलता है जिसका कोई अर्थ नहीं है तो V1 या R2 R1 V1 यह इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के अधिकार के लिए सूत्र था इसलिए हमने सिद्धांत वर्ग में देखा है इसलिए मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं कि आपने इस विशेष सूत्र को कैसे प्राप्त किया है जल्दी से याद करिए एक्सर्टनल कोंपोनेन्टस R1 और R2 एक क्लोज़ लूप बनाते हैं सही हमने देखा है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायरों को एक ओपन लूप एम्पलीफायर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है इसे क्लोज़ लूप एम्पलीफायर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है तो यह R1 R2 प्रतिरोधक एक फ़ीडबैक प्राप्त करने में मदद करता है और इसीलिए यह एक क्लोज लूप है जहाँ आउटपुट इनवर्टिंग इनपुट टर्मिनल में फीड किया जाता है आप देख सकते हैं कि आउटपुट इनवर्टिंग इनपुट टर्मिनल को वापस फीड किया जाता है हमने पहले ही देखा है कि इनपुट सिग्नल को इनवर्टिंग इनपुट टर्मिनल पर लागू किया जाता है है ना इसलिए हमेशा याद रखें जब आप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में बात करते हैं तो इनपुट इन्वर्टिंग में लागू करें नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में बात करें और नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट लागू करें अब इनपुट सिग्नल इनवर्टिंग टर्मिनल पर लागू होता है आइए हम आदर्श ऑप एम्पप का उपयोग करके कॉन्फ़िगरेशन देखें ठीक है तो वर्चुअल शॉर्ट को लागू करने के लिए आवश्यक शर्त क्या है हमने थ्योरी क्लास में यह भी देखा है कि वर्चुअल virtual ग्राउंड या वर्चुअल शॉर्ट क्या है एक नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन है और अनंत लूप लाभ ये वर्चुअल शॉर्ट को लागू करने के लिए आवश्यक शर्तें हैं हम पहले से ही जानते हैं इस विशेष एम्पलीफायर का क्लोज़ लूप लाभ कुछ भी नहीं बल्कि R2R1 है डिफ़्रेंसियल लाभ Vo होगा अनंत इनपुट प्रतिबाधा की वजह से I1 I2 0 इनपुट प्रतिबाधा अनंत क्यों है इस प्रकार I1 I2 के बराबर होगा लेकिन 0 के बराबर अनंत इनपुट प्रतिबाधा का मतलब है कि करंट प्रवाहित नहीं हो सकता है यही कारण है कि यह 0 है इसलिए हम एक आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर का उपयोग करते हुए इनवर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर रहे हैं इसे ध्यान में रखिए यहां आदर्श ऑप एम्प है तो व्यावहारिक ऑप एम्प की इनपुट प्रतिबाधा बहुत अधिक या अनंत नहीं होगा यह बहुत अधिक होगा लेकिन अनंत नहीं इसलिए हम आदर्श ऑप एम्प 0 आउटपुट प्रतिबाधा का उपयोग करते हुए इनवर्टिंग इनपुट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर रहे हैं यदि यह एक व्यावहारिक ऑप एम्प है तो वास्तव में यह भी 0 नहीं हैयह कम है लेकिन 0 नहीं वोल्टेज लाभ नेगेटिव है ठीक है आप यहाँ देख सकते हैं कि आउटपुट R2 R1V1 है यानी इनपुट आउटपुट सिग्नल विपरीत फेज़ हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है यह हमने पहले से ही सिद्धांत वर्ग में फिर से देखा है जो हमने देखा है कि जब हम इन्वर्टर एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल लागू करते हैं तो आउटपुट विपरीत फेज़ होगा इसलिए हम सिग्नल लागू करते हैं हम आउटपुट देखेंगे जो विपरीत फेज़ है यह 180 डिग्री फेज़ शिफ्ट है ठीक है तो यह वही है लिखा है इनपुट और आउटपुट सिग्नल विपरीत फेज़ हैं है ना क्लोज़ लूप गेन पूरी तरह से पैसिव घटकों पर निर्भर करता है सही ऑप एम्प से स्वतंत्र लेकिन क्यों आप देखते हैं कि यह R2 पर निर्भर करता है यह R1 पर निर्भर करता है यह ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर निर्भर नहीं करता है तो यह पूरी तरह से पैसिव घटकों पर निर्भर करता है ठीक है अगला क्लोज़ लूप एम्पलीफायर सटीकता के लिए अधिक ओपन लूप गेन की जगह सीमित क्लोज़ लूप लाभ देता है इसका क्या मतलब है जब आप एम्पलीफायरों के बारे में बात करते हैं 2 प्रकार की फ़ीडबैक हमने देखी है सही एक आपकी नेगेटिव फ़ीडबैक है एक और आपकी पोज़िटिव फ़ीडबैक है अब अगर मैं पोज़िटिव फ़ीडबैक देता रहा तो वह कौन सी चीज थी जो हमने देखी है यदि आप पोज़िटिव फ़ीडबैक को लागू करते रहते हैं तो एम्पलीफायर वास्तव में एम्पलीफायर के रूप में काम नहीं करेगा लेकिन यह एक ओसिलेटर होगा ठीक है एम्पलीफायर को स्थिर करने के लिए या सिग्नल को समझने या समायोजित करने के लिए हमें सर्किट में नेगेटिव फ़ीडबैक लागू करने की आवश्यकता है तब हम लाभ को बदल सकते हैं हम लाभ को समायोजित कर सकते हैं और एक नाॅन इनवर्टिंग एम्पलीफायर बन जाता है इसका मतलब है कि नेगेटिव फ़ीडबैक हमें एम्पलीफायर देता है पोज़िटिव फ़ीडबैक हमें ओसिलेटर देता है हमने कक्षा में दोनों चीजों को देखा है बस इसे याद करें अब यदि आप देखते हैं कि हमारे पास एक क्लोज़ लूप एम्पलीफायर होगा तो यही कारण है कि हमारे पास सटीकता है हमारे पास सीमित लेकिन सटीक क्लोज़ लूप लाभ होगा ठीक है तो ये ऐसी चीजें हैं जो हम पहले से ही जानते हैं बस जल्दी से अपने नोट्स देखें अब एक बार जब हम यह जान लेते हैं कि हमारा सिद्धांत कौन सा हिस्सा है जिसे हमने दोहराया है हम वास्तव में एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैसे ले सकते हैं इन रेसिस्टर्स पैसिव कंपोनेंट्स को लें और वास्तव में हम सर्किट को ब्रेडबोर्ड पर कैसे रख सकते हैं और हम सर्किट की जांच कैसे कर सकते हैं यही असली बात है जो हमें आज सीखने की जरूरत है और यदि आप देखते हैं तो अगली स्लाइड में आप यहाँ देख रहे हैं कि यह प्रयोग है है ना तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लाभ की गणना कैसे करें अब यह देखते हुए कि आपके पास R1 1 किलो ओम के बराबर है फ़ीडबैक अवरोधक RF 10 किलो ओम के बराबर है तो इस विशेष एम्पलीफायर का लाभ क्या होगा यदि आप बारीकी से देखते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वास्तव में सर्किट क्या है सर्किट कि इनपुट सिग्नल इनवर्टिंग टर्मिनल को दिया गया है इसका मतलब यह एक इनवर्टिंग एम्पलीफायर है इसके बाद हमें देखना है कि Rin और RF का मूल्य क्या है अब हम पहले से ही जानते हैं कि इनवर्टिंग एम्पलीफायर के लिए Vout का सूत्र क्या है इसके लिए फ़ीडबैक रेसिस्टेंस RF को इनपुट रेसिस्टेंस द्वारा विभाजित करें Rin Vin है ना यह सूत्र हम जानते हैं तो हमें पहले क्या करना है पहली चीज सर्किट को कनेक्ट करना है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है ठीक है इसके बाद V1 पर एक वोल्ट पीक टू पीक और 1 kHz की साइन वेव लगाएँ मैं फटाफट इसे मिटा देता हूँ ताकि इसे समझना आसान हो जाए ठीक अब हमें इसके बाद क्या करना है इस पर ध्यान लगाओ कि हमने क्या देखा है हमने 1 V पीक टू पीक और 1 kHz फ्रीक्वेंसी की साइन वेव लगाया है ठीक है इसके बाद आउटपुट Vout का निरीक्षण करें और नीचे दी गई तालिका में पीक टू पीक मूल्य को लिख लें तो क्या दिया गया है Vin और Vout की तालिका दी गई है ये 2 चीजें दी गई हैं है ना लाभ क्या है लाभ और कुछ नहीं बल्कि Vout Vin है तो यह Vout है ठीक है यह Vout के लिए सूत्र है वहां से हम कैसे लाभ पा सकते हैं इसलिए पहले जब मैं Voutबारे में बात कर रहा था Vout Rf Rin Vin Gain Vout Vin तो लाभ क्या है वास्तविक लाभ क्या है प्रायोगिक लाभ और सैद्धांतिक लाभ क्या है हम दोनों चीजों को माप सकते हैं और हमें यह प्रयोग करने दें प्रयोग को उच्च और निम्न आयामों के लिए दोहराएं और टिप्पणियों को लिखें तो हम सिर्फ सिग्नल के आयाम को बदलेंगे और हम देखेंगे कि लाभ में क्या परिवर्तन है ठीक है तालिका में लिखे गए लाभ की गणना करें और इसकी सैद्धांतिक लाभ के साथ तुलना करें इसलिए इस प्रयोग में हमें कई चीजें करनी हैं एक एक करके शुरू करते हैं पहली बात यह है कि हम एक ब्रेडबोर्ड लेंगे और हम सर्किट को कनेक्ट करेंगे जैसा कि चित्र में दिखाया गया है ठीक है इसलिए आज के लिए मैं इस विशेष पाठ्यक्रम के लिए अपने दूसरे शिक्षण सहायक से अनुरोध करुंगा और वह आपको दिखाएगा कि हम इस प्रयोग को कैसे कर सकते हैं तो सुमन चटर्जी एक शिक्षण सहायक हैं सुमन क्या आप कृपया आ सकते हैं तो वह सुमन चटर्जी है और वह आज के प्रयोग करेगा ठीक है तो पहले हम इनवर्टिंग एम्पलीफायर के साथ शुरू करेंगे तो सुमन क्या हमारे पास पीसीबी ब्रेडबोर्ड है तैयार ठीक है शांत तो क्या आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं इनवर्टर एम्पलीफायर यह वाला यदि आप याद करते हैं कि हमारी स्क्रीन पर सर्किट क्या था तो यह था कि एक ऑप एम्प है एक फ़ीडबैक वाला अवरोधक है और एक इनपुट अवरोधक है ठीक अब हम फिर से मेरे हाथ पर ध्यान केंद्रित करते हैं हमारे पास एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ठीक है और फिर हमारे पास ऑपरेशनल में दिखाए गए तरीके से जुड़े हुए 2 रेसिस्टर्स Rin और RF हैं फिर आगे क्या है हमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर 15 15 लागू करना होगा यह बहुत आसान है अब हम इनपुट सिग्नल को इनवर्टिंग एम्पलीफायर पर लगाते हैं हम इनपुट सिग्नल इनवर्टिंग टर्मिनल में लागू करेंगे और नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड किया जाएगा क्यों क्योंकि यह इन्वेर्टिंग एम्पलीफायर है ठीक है तो हम देखते हैं कि आप कैसे कर इसे सकते हैं तो मैं इसे यहाँ रख रहा हूँ है ना अब हमारे पास इस DC पावर सप्लाई पर 15 15 है यहां हमारे पास 15 15 है हम पहले इसे यहां कनेक्ट कर सकते हैं और फिर हम DC पावर सप्लाई लागू कर सकते हैं पहले कनेक्ट करिए और फिर अप्लाई करते हैं तो ठीक है तो वह बायस वोल्टेज 15 15 V इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पर लगा रहा है ठीक है और हम पहले ही ग्राउंड कर चुके हैं अब हम DC पावर सप्लाई शुरू कर सकते हैं और आपको इन विशेष वोल्टेजों को देखने की आवश्यकता नहीं है ठीक है पहले मॉड्यूल में प्रयोगात्मक खंड में मैंने बताया था कि इस विशेष पावर सप्लाई में प्लस 15 माइनस है 15 यहाँ लाल काले और हरे सही हैं यहाँ से हम प्लस 15 माइनस 15 प्राप्त कर सकते हैं ठीक है तो उस प्लस 15 माइनस 15 को सीधे ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट को दिया जाता है और अब हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनवर्टिंग इनपुट पर सिग्नल को लागू कर रहे हैं इसलिए यदि आप फ्रीक्वेंसी जेनरेटर देखते हैं तो यह एक आप देखेंगे कि हमारे पास एक किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है है ना यहाँ हम एक किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी लगा रहे हैं वोल्टेज क्या है हम पीक टू पीक वोल्टेज के बारे में बात कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि पीक टू पीक वोल्टेज क्या है पीक टू पीक वोल्टेज एक वोल्ट है ठीक है अब हमें इनवर्टरिंग टर्मिनल में इस सिग्नल को लागू करना होगा इसलिए जब आप प्रोब देखेंगे जो उसके हाथ में है तो आप इस प्रोब को देख रहे हैं जो कि यहां पर है इस प्रोब को देखें सही तो एक तुम्हारा सिग्नल है और दूसरा तुम्हारा ग्राउंड है तो वह सिग्नल लगा रहा है और आप इस ग्राउंड को जो के ब्लैक वाला है उसे सर्किट के ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे कि जो कि ब्रेडबोर्ड पर है ठीक है तो कृपया इन्वेर्टिंग एम्पलीफायर को सिग्नल दें तो वह अभी जो कोशिश कर रहा है वह इनपुट सिग्नल दे रहा है है ना एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनवर्टिंग टर्मिनल के लिए ठीक है बहुत आसान प्रयोग यही कारण है कि हमने कहा है कि यह एक बुनियादी ऑप एम्प सर्किट है है ना इसलिए हम अब इनवर्टिंग टर्मिनल से सिग्नल कनेक्ट कर रहे हैं या आप एक और लंबा तार ले सकते हैं तो इसे लेना आसान है ठीक है इसे कनेक्ट करें तो अब उन्होंने ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनवर्टिंग टर्मिनल को इनपुट दिया है सही अब हमें आउटपुट की जांच करनी है हमें आउटपुट को जाँचना है जो कि स्क्रीन में दिया गया है इसलिए यदि आप स्क्रीन को एक बार फिर से देखते हैं तो सही मेज पर क्या था टेबल हमारे पास एक इनपुट वोल्टेज है हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है और हमारे पास एक लाभ है सही है हमारे पास इनपुट वोल्टेज है हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है हमारे पास लाभ है इसका मतलब है कि हमने पहले ही इस इनपुट सिग्नल को दे दिया है यदि आप तालिका में देखते हैं तो इन्वर्टिंग टर्मिनल के दाईं ओर तो हमने फंक्शन जेनरेटर में देखा कि पीक टू पीक वोल्टेज क्या था पीक टू पीक वोल्टेज एक वोल्ट था फ्रीक्वेंसी क्या थी फ्रीक्वेंसी एक किलोहर्ट्ज़ थी सही है अब हमें क्या जाँच करनी है हमें आउटपुट वोल्टेज की जाँच करनी है है ना इसलिए हमें ऑसिलोस्कोप को ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट से जोड़ना होगा इसलिए हम आउटपुट सिग्नल देख सकते हैं ठीक है तो यही वह है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट की जांच कर रहे हैं तो उसने क्या किया है वह सिर्फ अगर आप बेहद जटिल दिखते हैं लेकिन यह जटिल नहीं है दोस्तों इसलिए हमने बस फ्रीक्वेंसी जेनरेटर को कनेक्ट किया है जो मेरे राइट साइड पर यहां है और हमने ऑप एम्प को सिग्नल दिया है और हम बस ऑसिलोस्कोप पर आउटपुट की जांच कर रहे हैं प्रोब के कारण यह जटिल दिखता है लेकिन यह बहुत सरल है फ्रीक्वेंसी जेनरेटर से एक लाल तार यह इन्वर्टिंग पर सिग्नल है ब्लैक तार ग्राउंड से जुड़ा हुआ हैआउटपुट से एक सिग्नल ऑसिलोस्कोप से जुड़ा है और ग्राउंड ग्राउंड से जुड़ा है तो यह बेहद सरल है अब यदि आप वास्तव में देखते हैं कि जब हमने इनपुट सिग्नल लागू किया है जो कि एक वोल्ट पीक टू पीक है और फ्रीक्वेंसी एक किलोहर्ट्ज़ है तो आउटपुट क्या है तो यदि आप ऑसिलोस्कोप पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो क्या देखते हैं हम यहाँ ऑसिलोस्कोप पर क्या देखते हैं क्या आप ऑसिलोस्कोप पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं हाँ पीक टू पीक वोल्टेज तो आउटपुट क्या है देखें कि वह अपनी उंगली रख रहा है ताकि हम आउटपुट को देख सकें है ना तो यह ब्लू लाइन आपका आउटपुट है पीली लाइन आपका इनपुट सिग्नल है हम क्या देखते हैं आप देखते हैं कि आउटपुट इनपुट सिग्नल से 180 डिग्री फ़ेज़ शिफ्ट है है ना इसलिए जब आप इस पीली लाइन को देखते हैं और जब आप नीली लाइन देखते हैं तो ये 180o फ़ेज़ शिफ्ट है ठीक तो चलिए देखते हैं कि आउटपुट वोल्टेज क्या है आउटपुट वोल्टेज 10 वोल्ट है इनपुट वोल्टेज क्या है इनपुट वोल्टेज एक वोल्ट है इसका मतलब है कि हमने सिग्नल को बढ़ा दिया है है ना और हमें आउटपुट में 10 वोल्ट मिले हमें आउटपुट में 10 वोल्ट क्यों मिले यह एक अलग मामला है हम देखेंगे अब यदि आप स्क्रीन पर वापस आते हैं तो मुझे पता है कि मैंने 1 वोल्ट का इनपुट वोल्टेज सिग्नल लागू किया है आउटपुट सिग्नल क्या था 10 वोल्ट है ना तो VoutVin क्या है ये 10110 है इसे समझना आसान है है ना सैद्धांतिक लाभ क्या है सैद्धांतिक लाभ भी 101 है फिर से यह 10 है तो हम देखते हैं कि इस केस में प्रयोगात्मक और सैद्धांतिक लाभ में अंतर नहीं है लेकिन क्या होगा अगर हम आयाम को बदल दें सही वह दूसरा केस था तोआप अब देख सकते हैं है ना 180 डिग्री फ़ेज़ शिफ्ट एक बात दूसरी बात यह थी कि इनपुट की तुलना में आउटपुट सिग्नल अधिक है अर्थात आउटपुट वोल्टेज 10 V है इनपुट पर वोल्टेज 1 V है क्योंकि RFRin 101 के अलावा कुछ भी नहीं है जो 10 के बराबर है इसका मतलब है कि यह इनपुट सिग्नल के 10 गुना बढ़ेगा इनपुट सिग्नल 1 वोल्ट था आउटपुट सिग्नल 10 वोल्ट बन जाएगा ठीक है यही हमने देखा है अब हम एक दूसरा देखते हैं हम उच्च या निम्न आयाम लागू करेंगे और परिणामों को लिख लेंगे इसलिए यदि आप फ़्रीक्वेंसी जेनरेटर पर वापस ध्यान केंद्रित कर सकते हैं तो अब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम फ्रीक्वेंसी को पहले जैसे रखेंगे और इनपुट वोल्टेज को बदलेंगे तो अब इनपुट वोल्टेज क्या है 2 वोल्ट हमने 2 वोल्ट लागू किए ठीक अब देखते हैं कि जब हमने 2 वोल्ट लगाए तब क्या होता है जब हमने 1 वोल्ट के बजाय 2 वोल्ट लगाए तो आउटपुट क्या है यदि आप ऑसिलोस्कोप में देखते हैं तो यह क्लिप हो गया है यही कारण है कि हम 2 वोल्ट लागू करना चाहते हैं अब पहला सवाल जो आपके दिमाग में आना चाहिए वह यह है कि कितने गुणा बढ़ा 2 क्या लाभ है जो हमने पाया कि लाभ RFRin था तो आपका लाभ 10110 है आप 2 वोल्ट लगा रहे हैं 21020 वोल्ट होगा तो हमें एक सिग्नल दिखेगा जो 20 वोल्ट का है और 180o फ़ेज़ है पीला और नीला यह 180o फ़ेज़ पर हैं लेकिन इसे यहाँ क्लिप क्यों किया है है ना ऐसा इसलिए है क्योंकि बायस वोल्टेज पर सप्लाई वोल्टेज प्लस माइनस 15 वोल्ट है इसलिए हम आउटपुट सिग्नल पर 20 वोल्ट का पर्याप्त एम्पलीफिकेशन नहीं देख सकते ठीक है अब यदि हम इनपुट सिग्नल को कम करते हैं तो क्या होता है अब इस पर मत जाओ कि यह 20 वोल्ट की तरह नहीं दिखता है यह 15 वोल्ट की तरह नहीं दिखता है ठीक है क्योंकि हमने ऑसिलोस्कोप को इस तरह एडजस्ट किया है जिस से कि यह पीक टू पीक भी 15 है जो नीला है 15 है नीला वाला 15 है और यह पीक टू पीक 20 है ठीक है लेकिन यह यहाँ क्लिप हो रखा है और पीला वाला पीक टू पीक 1 वोल्ट है यह उस 20 वोल्ट को नहीं दर्शा रहा है यह बड़ा तरंग या एक वोल्ट दिखता है दिखता है लेकिन हमने ऑसिलोस्कोप में समायोजित ऐसे किया है ताकि आप स्पष्ट देख सकें तो भ्रमित न हों कि सिग्नल अधिक नहीं दिख रहा है और यह 20 वोल्ट नहीं है यह 20 वोल्ट है हम पहले से ही चर्चा की है कि ऑसिलोस्कोप में नॉर्म को बदलकर इसे बदल सकते हैं अब देखते हैं कि क्या हम कम वोल्टेज लागू करते हैं तो फिर से आप फ़्रीक्वेंसी जेनरेटर पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं आइए अब देखते हैं कि हम 500 mV को लागू कर रहे हैं ठीक है तो 500 mV लगाने पर क्या होता है अब देखते हैं हम 500 mV लागू करते हैं यह आपके सर्किट में जाता है ठीक है जो कि यहां है जो कि आपकी ब्रेडबोर्ड है तो सिग्नल आपके ब्रेडबोर्ड से जुड़ा हुआ है यह आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट वापस ऑसिलोस्कोप से जुड़ा हुआ है इसलिए यहां से ऑसिलोस्कोप तक तो अब हम ऑसिलोस्कोप पर क्या देख सकते हैं हम आउटपुट वोल्टेज में कुछ बदलाव देख सकते हैं नई वैल्यु क्या है आप फिर से देख सकते हैं एक फेज़ शिफ्ट है एक वोल्ट इनपुट से आउटपुट वोल्टेज लगभग 5 वोल्ट है पीक से पीक देखें 10 है लेकिन आउटपुट पर आप जो वोल्टेज देख सकते हैं वह 5 वोल्ट के अलावा और कुछ नहीं है तो इनपुट पर 500 मिलीवोल्ट लागू करके हमें देखना है कि आउटपुट क्या है है ना इसलिए हमने अब तक जो देखा है वह यह है कि आप इनपुट सिग्नल को बदल सकते हैं और उसके आधार पर आप आउटपुट सिग्नल में आसानी से बदलाव देख सकते हैं एक चीज जो स्थिर रहती है वह है फेज शिफ्ट है ना आप पीले और नीले रंग को देखें इनमें 180o फेज़ शिफ्ट हैं इसलिए हम हमेशा इनपुट सिग्नल को बदल सकते हैं हम हमेशा जो चाहें उसे बढ़ा सकते हैं लेकिन हमने बायस वोल्टेज के रूप में जो दिया है उससे अधिक नहीं बढ़ा सकते हैं जो आपका प्लस माइनस 15 है इसलिए यह बहुत आसान है है ना इसलिए अगर मैं यह वैल्यु रखता हूं तो मैं अपनी स्क्रीन पर बहुत सारी चीजों की गणना कर सकता हूं जो कि तालिका में है ठीक है मैं Vin देख सकता हूं मैं Vout देख सकता हूं मैं VoutVin देख सकता हूं मैं सैद्धांतिक लाभ देख सकता हूं मैं आयाम बदल सकता हूं और मैं सिग्नल में परिवर्तन देख सकता हूं बहुत आसान प्रयोग बेहद बुनियादी प्रयोग लेकिन समझना जरूरी है यह समझना ज़रूरी क्यों है क्योंकि एक बात जो हमें इस विशेष प्रयोग में समझ में आई वह यह कि अगर हम प्लस माइनस 15 लागू करते हैं और यदि आप याद करते हैं तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का लाभ अनंत है तब एक प्रश्न आता है कि यदि लाभ अनंत है तो अगर मैं इनपुट पर 1 वोल्ट लागू करता हूं तो मेरा आउटपुट अनंत वोल्टेज होना चाहिए तो इसका मतलब है कि अगर मैं ऐसा करना चाहता हूं क्योंकि मैं अभी IISc में हूं ठीक है भारतीय संस्थान विज्ञान और मैं पूरे IISc में पावर देना चाहता हूं मैं एक ऑप एम्प का उपयोग कर सकता हूं और चूंकि उसका लाभ अनंत है इसका मतलब है कि इनपुट पर एक वोल्ट लागू करने से मैं अनंत वोल्टेज प्राप्त कर सकता हूं और पूरे आईआईएससी चला सकता हूं उस पावर से जो एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का उपयोग करके उत्पन्न किया गया है क्योंकि अनंत लाभ लेकिन हमने जो देखा वह प्रयोग में सही है यहां तक कि अनंत लाभ भी है ठीक है अब हमारे पास एक लाभ था जो लगभग 10 तक सीमित है लेकिन हम लाभ को बढ़ा सकते हैं लेकिन अगर लाभ अनंत भी हो तब भी आउटपुट अनंत मूल्य तक नहीं पहुंच सकता है यह बायस वोल्टेज द्वारा सीमित है इसका मतलब है कि एक ऑप एम्प पूरे संस्थान की आवश्यकता के लिए अधिक शक्ति उत्पन्न नहीं कर सकता है है ना इसलिए हमेशा याद रखें भ्रमित न हों कि अनंत लाभ का मतलब यह नहीं कि हमारे पास आउटपुट पर अनंत वोल्टेज हो सकता है नहीं यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर को कितनी सप्लाई दी है इसका मतलब है कि यहां हम अधिकतम 135 या 15 के करीब जा सकते हैं हम इस प्रयोग से यह भी देखेंगे कि रेंज क्या है ऑपरेशनल एम्पलीफायर किस रेंज तक काम कर सकता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि जब हम अनंत लाभ कहते हैं इसका मतलब है कि हमारे पास अनंत आउटपुट वोल्टेज है ठीक है इसलिए यह बहुत आसान है जैसा कि मैंने कहा हम इस प्रयोग को कुछ भागों में तोड़ेंगे ताकि आप कक्षा होने के बाद बीच में एक ब्रेक ले सकें तो हम जल्दी से याद करते हैं हमने क्या क्या देखा है हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर देखा हमने इनवर्टिंग एम्पलीफायर पर इनपुट लगाया हमने आउटपुट को मापा उस आउटपुट से VoutVin हमने लाभ को मापा है हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के सैद्धांतिक लाभ को मापा है और हम पहले से ही जानते हैं कि Vout RFRin Vin जो आपके इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए सूत्र है फिर हमने एक ब्रेडबोर्ड देखा और हमने फ्रीक्वेंसी जेनरेटर को इन्वर्टिंग इनपुट से कनेक्ट किया है इसलिए यह आउटपुट इनवेटिंग है जो 180 डिग्री फेज़ शिफ्ट है जिसे हम ऑसिलोस्कोप पर देख सकते हैं अब अगले मॉड्यूल में देखते हैं कि नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर कैसे काम करेगा इसलिए मैं आपको अगले मॉड्यूल में देखूँगा अभी के लिए हम विराम लेते हैं ठीक है